तो अब हम अपने अंतिम पड़ाव पर हैं यह हमारी यात्रा का अंत है गत 4 सप्ताह से हम और आप डिज़ाइन थिंकिंग के बारे मे ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं और इस पर आप हमारे व्याख्यानों को सुन रहे हैं तथा डिज़ाइन थिंकिंग के बारे मे अधिक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ की आपने हमारे व्याख्यानों को सुनने के लिए अपना मूल्यवान समय दिया मुझे आपके साथ इन ऑनलाइन वीडियो को साझा करने में बहुत मज़ा आया मैं आशा करता हूँ कि आपका भी ऐसा ही अनुभव रहा होगा हमारी कार्यशालाओं को देख कर व्याख्यानों को सुन कर तथा डिज़ाइन थिंकिंग को कहानियों के रूप में समझ कर आपने भी प्रफुल्लित महसूस किया होगा मुझे आशा है कि आप इन सिद्धांतों को अपने वास्तविक जीवन में भी लागू कर रहे होंगे क्योंकि तभी ये सिद्धांत सर्वोत्तम लाभदायक होंगे जब हम इनको अपने जीवन मे क्रियान्वित करते हैं हम अपनी इस यात्रा को समापन से मोड़ कर एक नयी दिशा दे सकते हैं हम वास्तव में इसे और लंबा कर अधिक लाभान्वित होने की कोशिश कर सकते हैं हां आपने मुझे सही सुना है हम वास्तव में आमने सामने आ सकते हैं और साथ मिलकर एक कार्यशाला कर सकते हैं आपको बस अपनी प्रेरणा के साथ एक प्रविष्टि भेजने की आवश्यकता है कि आप इस कार्यशाला का हिस्सा क्यों बनना चाहते हैं और इस कार्यशाला के माध्यम से आप क्या हल करना चाहते हैं आप इसे लगभग 300 से 350 शब्दों में लिख कर हमे भेज सकते हैं आप चाहे तो इसमे एक या दो तस्वीर भी शामिल कर सकते हैं और अगर आप भाग्यशाली हुए और हमे आपकी प्रविष्टि पसंद आई तो हम आपको यहाँ आमंत्रित करेंगे और वास्तव में हम एक साथ बैठ कर आपके प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं और इसे और बेहतर बना सकते हैं आप से अनुरोध है कि आप डिज़ाइन थिंकिंग को समझने और लागू करके प्रक्रिया में दूसरों की मदद करें मुझे उम्मीद है कि आप से आपकी प्रविष्टियों के माध्यम से जल्द मुलाक़ात होगी और शायद व्यक्तिगत तौर पर भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं